सुप्रभात मित्रों हम TW थ्रस्ट लोडिंग और WS विंग लोडिंग के बारे में बात कर रहे हैं हमने बैकग्राउंड की समझ विकसित की है आज जल्दी से हम संक्षेप में करेंगे क्योंकि यह समझना महत्वपूर्ण है कई परस्पर विरोधी आवश्यकताएं हैं मान लेते हैं की विंग लोडिंग के लिए आप ढूंढेंगे अलग अलग मिशन के लिए अलग अलग आवश्यकताएं हैं फिर कैसे चुनना है कि मुझे किस विंग लोडिंग को वेटेज देना चाहिए इसलिए मैंने सोचा कि आज 25 30 मिनट में हम सिर्फ संक्षेप में बताएंगे और मुझे लिखने दो कि हमने क्या किया है विंग लोडिंग टेकऑफ़ के लिए यह समझने के बाद कि जब मैं विंग लोडिंग टेकऑफ़ के बारे में बात कर रहा हूँ टेकऑफ़ में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं कितनी तेजी से VLO को प्राप्त करता हूं जो Vstall से जुड़ जाता है और जब मैं कहता हूं कि कितनी तेजी से इसका मतलब एक्सेलेरेशन है जो फिर से इसे TW से जोड़ता है ये सभी चीजें हमने देखी हैं फिर हम यह भी समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ कोरिलेशनस के आधार पर सांख्यिकीय डेटा का उपयोग कैसे किया जाएकुछ मॉडल डेटा संचालित मॉडल इस संबंध में हमने WSTO पाया शुरुआत में कांसेप्चुअल स्टेज के लिए मैं इस फॉर्मूलेशन का उपयोग कर सकता हूं यह एक प्रोपेलर चालित IC इंजन बैकअप के लिए है और फिर WSTO यह है WSTO σ CLTO TW जेट संचालित के लिए आप आसानी से WS और TW का कनेक्शन देख सकते हैं इसी तरह हम बात करेंगे हमने WSLand के बारे में चर्चा की है और जब मैं WSLand की बात करता हूं हम समझते हैं कि जब एयरप्लेन टेक ऑफ करता है तो उसमें पूर्ण ईंधन होता है जब वह लैंडिंग के लिए आ रहा होता है तो उसे किस तरह का मिशन मिला है इस आधार पर कुछ प्रतिशत ईंधन की खपत होगी तो वेट बदल जाएगा विंग क्षेत्र समान रहेगा इसलिए WSLand अलग होगा कई एयरक्राफ्ट के लिए जिन्हें बाहरी स्टोरज़ को छोड़ना चाहिए इसलिए WS मुख्य रूप से कम हो जाता है क्योंकि वेट कम हो गया है क्योंकि हमने कुछ स्टोरज़ को बाहर कर दिया है या गिरा दिया है WSLand के लिए अप्रोच इस तरह है और हमने इसका पालन किया है आइए हम FAR 25 पर आधारित एक रेगुलेशन कहते हैं जो मोटे तौर पर कहता है sland 03455 ∗VA2 और VA 13Vstall इसलिए VSLand 2WLand0CLmaxS12 0 और इसका उपयोग करके हमने दिखाया है कि WSLand 085630CLmaxsland तो यह आपको स्पष्ट रूप से बताता है आप जहां लैंड करने जा रहे हैं वहां की ऊंचाई पर एयर रेशों की डेंसिटी क्या है CLmax वैल्यू क्या है और वह लंबाई क्या है जिसके भीतर आप एयरक्राफ्ट को रोकना चाहते हैं ठीक है तो यह है WSLand यह है WSTO उसके बाद हमने क्रूज के बारे में भी चर्चा की है जहाँ आपने देखा है WSCruise या क्रूज़ मिशन के लिए WSqπAReCD0 यह अधिकतम रेंज के लिए है और निश्चित रूप से हम एक प्रोपेलर संचालित एयरक्राफ्ट के लिए काम कर रहे हैं इसलिए यह WSCruise है जहाँ आप एक प्रोपेलर संचालित एयरप्लेन के लिए रेंज को अधिकतम करना चाहते हैं और यदि आप WS की गणना करना चाहते हैं तो मुझे यह जानना होगा कि q की वैल्यू क्या है और कृपया समझें यहाँ इस एक्सप्रेशन को यह मानकर डिराईव किया गया है कि CL CD0K क्योंकि हम रेंज को अधिकतम कर रहे थे एक प्रोपेलर संचालित एयरप्लेन के लिए अधिकतम रेंज के लिए CLCD अधिकतम होना है इसलिए यदि आप वास्तव में इस CL के साथ उड़ान भर रहे हैं तो इसका मतलब है कि क्रूज पर लिफ्ट वेट के बराबर होना चाहिए इसका मतलब है कि L W 12ρ V2 SCL इसलिए V 2 WSρ CL और V 2 WSρ CD0K संदेश यह है की एक बार जब मैं एक CL पर उड़ने की कोशिश कर रहा हूं जिसे CD0K कहते हैं तो यदि आप किसी दिए गए S और दिए गए वेट के लिए लिफ्ट को वेट के बराबर बनाए रखना चाहते हैं तो V भी तय है ठीक है और आम तौर पर आपको V मिलेगा हम थोड़ा नीचे आएंगे लेकिन ऑपरेटर को प्रि स्पेसिफाइड V के लिए आवश्यकता हो सकती है थियोरेटिकली अलग अलग ऊंचाई के rho पर उड़ान भरकर आपके पास प्रि स्पेसिफाइड V हो सकता है लेकिन व्यावहारिक सीमा है ये ऊंचाई डिजाइनरों द्वारा तय की गई हैं जब वे बताते हैं कि कृपया इस ऊंचाई पर उड़ान भरें जहां विंग सबसे कुशल होगा या वायु यातायात नियंत्रक बताएगा यह ऊंचाई है यह आपके लिए उपलब्ध है तो इस तरह का कनफ्लिक्ट या निर्णय लेने की बात आती है यह भी सोचो तुम कोशिश कर रहे हो एक डिजाइन को कोंसेप्टूलाइज़ करें और आप जानना चाहते हैं रेंज बनाए रखने के लिए मुझे WS को क्या रखना चाहिए इस स्तर पर बेस्ट रेंज आपको इस बारे में काफी अच्छा विचार है कि आप जिस एस्पेक्ट रेशों की तलाश कर रहे हैं वह 7 से 8 या 9 हो सकता है हमने पहले से ही एक प्रिलिमनरी ऐस्टीमेशन किया है e यह e को 06 से 08 या 07 के रूप में लेने के लिए बेहतर है या आमतौर पर CD0 शुरू में मुझे क्या लेना चाहिए जहां मौजूदा एयरप्लेन के अधिकांश आप ऑर्डर 002 पाएंगे इस 2 2 में इसके आसपास 2 3 2 5 लेकिन यदि आप उच्च प्रदर्शन वाले सिविल एयरप्लेन में देख रहे हैं तो हो सकता है कि यह आपकी ड्रीमलाइनर बोइंग सीरीज़ हो इसलिए उन्होंने इस तरह की संख्या का प्रयास किया है महत्वपूर्ण समझ यह है यदि आप CD0 को कम करते हैं ठीक है तो L D max के लिए आवश्यक CL भी नीचे जाता है इस एक्सप्रेशन में देखें दिए गए एस्पेक्ट रेशों के लिए यदि CL की आवश्यकता कम हो जाती है तो इसका मतलब है कि दिए गए एयरफॉइल के लिए आप अटैक के निचले एंगल पर उड़ रहे हैं अगर CL कम कर दिया है तो इसका मतलब आप अलग अलग उच्च गति पर उड़ सकते हैं लेकिन समान ऊंचाई पर ठीक है तो यही तरीका है कि आप दोनों गति के साथ साथ रेंज की आवश्यकता को भी पूरा करने का प्रयास करें ठीक है तो पूरे डिजाइन का अभ्यास यहां हो रहा है कि CD0 को कैसे कम किया जाए यह फायदे में से एक है सही है एक ही समय में आप देखेंगे कि यदि आप CD0 को कम करते हैं तो थियोरेटिकली फुगॉइड मोड अनावश्यक रूप से अधिक उत्तेजित हो सकता है हम सिर्फ आपकी नोट बुक पर रखेंगे इसे अंडरलाइन कीजिए हम वापस आएंगे जब हम ऐसे एयरप्लेन के लिए स्थिरता और हैंडलिंग आवश्यकता डिजाइन के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए यदि आप एक प्रश्न पूछते हैं तो संदेश हाँ है यदि आपके पास एक कांसेप्चुअल स्टेज पर यह एक्सप्रेशन हैं तो क्या आप प्रोपेलर संचालित एयरप्लेन के लिए अधिकतम रेंज के लिए क्रूज़ के लिए WS का कुछ वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं क्या मुझे कुछ पता चल सकता है या नहीं इसलिए प्रश्न आता है कि अगर मैं WS प्राप्त करना चाहता हूं मुझे यह जानना होगा कि डायनामिक प्रेशर क्या है इसलिए मुझे यह जानने की जरूरत है कि मैं किस ऊंचाई और गति से उड़ान भरने जा रहा हूं और फिर एस्पेक्ट रेशों ये वैल्यूज़ आप ले सकते हैं यह आमतौर पर पसंद किया जाता है कि आप मिशन की आवश्यकता के लिए अपने बेस लाइन एयरक्राफ्ट को देखेंगे जिसके लिए आप एक कांसेप्चुअल एयरक्राफ्ट डिजाइन कर रहे हैं दूसरे विमान की तलाश करें जो उसके करीब हो और उनकी क्रूज़ स्पीड को उठाए और उसके चारों ओर आइटरेट करने का प्रयास करें स्पीड को यहां ले और देखें कि CL की क्या आवश्यकता है यहां वापस जाएं और उस CL के लिए देखें CD0 और K की क्या आवश्यकता है यह सब आइटरेशन आगे और पीछे जाएगा ठीक है इसी प्रकार क्रूज के लिए जेट WS के लिए यह हमने प्राप्त किया है और यह आता है कि WS qCD0πARe3 आमतौर पर जब आप जेट के बारे में बात कर रहे हैं तो आप उम्मीद करेंगे कि स्पीड अधिक होगी ठीक है और जब मैं ऐसा करता हूं तो जेट एयरक्राफ्ट रहता है मैं एक क्रूज की तलाश कर रहा हूं सबसे अच्छा क्रूज मुझे पता है कि यहां है CL CD03K आप पहले के नोट से चेक कर सकते हैं तो कहानी फिर से वही है आप फिर से ऐतिहासिक डेटा के आधार पर एक CD0 चुनते हैं यह लगभग 002 होगा एस्पेक्ट रेशों 6 या 7 हो सकता है e मैं हमेशा आपको 06 से 07 के बीच शुरू करने की सिफारिश करूंगा और आमतौर पर qऊंचाई है एक बड़े एयरप्लेन के लिए यदि यह एक जेट संचालित इंजन है तो रेकमेंडेर आपको ट्रोपोपॉज़ में उड़ान भरने की सिफारिश करेगा जहां तापमान लगभग स्थिर रहता है स्पेसिफिक थ्रस्ट खपत सबसे कुशल है इसलिए यदि आपके पास वह ऊँचाई है तो आप जानते हैं कि इस एक्सप्रेशन का उपयोग कैसे करना है फिर से आपको कुछ ऐतिहासिक डेटा की मदद लेनी होगी यह जानने के लिए कि ऑपरेटर किस प्रकार की वेलोसिटी को खोज रहे हैं यह संभव है या नहीं ठीक है तब एक और महत्वपूर्ण बात आती है जब आप लॉइटर की तलाश कर रहे हैं लेकिन कृपया समझें कि जब हम परिवहन एयरप्लेन डिज़ाइन कर रहे हैं हम लॉइटर के बजाय रेंज को अधिक वेटेज देते हैं तो इनडायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूं रेंज की आवश्यकता के आधार पर चयन के दौरान विंग लोडिंग को अधिक वेटेज मिलेगा तो लॉइटर के लिए देखा है जेट के लिए है WS q AReCD0 और एक प्रोपेलर के लिए है WS q AReCD0 समान तर्क यह जाता है कि q या CD0 को चुना कैसे जाता है लेकिन यदि आप परिवहन एयरप्लेन को डिजाइन कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि लॉइटर के लिए W S की आवश्यकता और क्रूज़ के लिए W S की आवश्यकता के बीच मैं निश्चित रूप से क्रूज़ के लिए W S आवश्यकता को अधिक वेटेज दूंगा क्योंकि वह एयरप्लेन का मुख्य उद्देश्य है हालांकि अगर मैं कुछ सर्विलेंस रीकोनाइसंस एयरक्राफ्ट डिजाइन कर रहा हूं तो मैं W S लॉइटर को रेंज की आवश्यकता से अधिक महत्व दे सकता हूं ठीक है इसलिए यह बात फाइनल उद्देश्य के आधार पर बदल रही है एक और बात हमने इंस्टैन्टेनियस टर्न रेट के बारे में की है जहां हमने दिखाया है आप जानते हैं कि Ψ g n2 1V जहां η q CLW S तो किस प्रकार का इंस्टैन्टेनियस टर्न रेट है उस पर निर्भर करता है आपको डायनामिक प्रेशर की आवश्यकता होती है क्योंकि V एक अलग लोड फैक्टर के लिए टर्न रेट से संबंधित होगा यह सब क्लब हो जाता है क्योंकि आप समझते हैं कि n L W है तो इस बात पर निर्भर करते हुए की n क्या है आप किस स्पीड से देख रहे हैं आपके पास Ψ̇ हो सकता है और एक बार आपके पास n डायनामिक प्रेशर और CL है तो आप जानते हैं विंग लोडिंग क्या है इस इक्वेशन का उपयोग CL प्राप्त करने के लिए आप जानते हैं कि L nW वहां से आप CL का पता लगा सकते हैं यह फाइटर एयरप्लेन के लिए अधिक महत्वपूर्ण है ज्यादातर डॉग फाइट मोड में फाइटर मोड में और हमने महसूस किया है कि इंस्टैन्टेनियस टर्न रेट के दौरान ड्रैग बढ़ेगा तो यह संभावना है जब आप करते हैं तो आप अधिकतम टर्न रेट पर जाते हैं लेकिन आप ऊंचाई खो देते हैं ठीक है जो आपके डॉग फाइट मोड के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता है इसलिए आपने ससटेनड टर्न रेट के बारे में बात की और वहां हमने WS दिखाया एक ससटेनड टर्न के लिए WS q ARe CD0n सतर्कता का एक शब्द है कि ससटेनड टर्न रेट के लिए WS बहुत कम प्रतीत हो सकता है लेकिन एक अच्छा पॉइंट हमें मिला चाहे जो भी विंग लोडिंग की आवश्यकता होती है ससटेनड टर्न रेट के लिए TW को संतुष्ट करना होना चाहिए यह स्थिति यह महत्वपूर्ण है और आप टेकऑफ़क्लाइंब में समझ सकते हैं और अगर ससटेनड टर्न रेट हैं यह वास्तव में TW है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा इसलिए जब मैं TW को चुनता हूं तो मैं इसे सेगमेंट लिखने के रूप में दूंगा जिसके आधार पर मुझे TW की तलाश करनी चाहिए जब मैं क्लाइंब कहता हूं तो आप जानते हैं कि क्लाइंब के लिए T − D − Wsinγ 0 यदि यह एक स्थिर क्लाइंब के लिए जा रहा है और यह है TW sinγ 1LD तो TW आवश्यकता फ्लाइट पाथ एंगल या क्लाइंब एंगल क्या है जो आप क्लाइंब करने की योजना बना रहा है उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है और लगभग LD द्वारा तो क्लाइंब के लिए क्लाइंब परफॉर्मेंस को पूरा करने के लिए मैं TW को अधिक वेटेज दूंगा ठीक है और इसके लिए मैं WS को अधिक मौका दूंगा मुझे लगा कि मुझे बैलेंस फील्ड लेंथ पर भी कुछ जोड़ना होगा आपको पता है कि बैलेंस फील्ड लेंथ क्या है आवश्यकता बहुत सरल है अगर मेरे पास एक मल्टी इंजन एयरप्लेन है तो हम कहें कि 2 इंजन हैं और वे यहां से टेक ऑफ होने लगते हैं और यह बंद हो जाता है अगर एक इंजन फेल हो जाता है तो उत्तर स्पष्ट है अगर बहुत प्रारंभिक स्टेज में अगर यह फेल हो जाता है और फिर मैं ब्रेक लगा सकता हूं क्योंकि मुझे एयरप्लेन को रोकने के लिए पर्याप्त लेंथ मिली है और मान लेते हैं कि यह VLO है और कहीं न कहीं यह फेल हो रहा है तो अब एक इंजन ऑपरेटिव है एक इंजन ऑपरेटिव नहीं है अब सवाल यह है कि अगर यह VLO के बहुत करीब से फेल हो जाता है तो संभव है कि मेरे पास ब्रेक लगाने के लिए पर्याप्त लेंथ उपलब्ध न हो इसके बजाय मुझे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक इंजन के फेल होने के बाद भी मुझे एक निर्धारित क्लाइंब रेट पर करने में सक्षम होना चाहिए जो 2 इंजनों के साथ क्लाइंब रेट जितनी अधिक नहीं हो सकती है लेकिन उचित रूप से क्लाइंब की एक अच्छी पर्याप्त रेट और फिर एक सर्किट के लिए जाना और फिर वापस लैंड करना ठीक है तो फिर सवाल यह है कि वह स्पीड क्या है जिस पर यदि इंजन फेल हो जाता है तो मुझे ब्रेक लागू करना चाहिए या मैं कम क्लाइंब रेट के साथ उतारना जारी रखता हूं सर्किट के लिए जाना और वापस आना सवाल यह है कि स्पीड क्या है इसलिए इस प्रश्न को रेगुलेशन से संबोधित करने के लिए बैलेंस फील्ड लेंथ नाम की कोई चीज है जिसे परिभाषित किया गया है आप देखते हैं कि मैंने यहां लिखा है सबसे खराब स्थिति में एक इंजन की फेलियर की स्थिति में सुरक्षा के लिए आवश्यक है फ़ील्ड लेंथ सबसे खराब संभव समय क्या है अगर यह जल्दी फेल हो रहा है तो यह सबसे खराब संभव समय नहीं है VLO के पास यह फेल हो रहा है यह सबसे खराब संभव समय है ठीक है तो यह एक मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट में सबसे खराब संभव समय कहा जाता है तो यह बैलेंस फील्ड लेंथ या यह फिलॉसफी एक से अधिक इंजन वाले एयरक्राफ्ट के लिए मिलता जुलता है ठीक है और इस चर्चा में हमने डिसीजन स्पीड के बारे में बात की और मुझे लिखने दो अगर ये बहुत सख्त परिभाषाएं हैं जो रेगुलेटरी बॉडी संस्था द्वारा अप्रूव्ड हैं इसलिए मैं डिसीजन स्पीड लिखता हूं जो स्पीड एक इंजन की फेलियर के बाद रुकने की दूरी शेष इंजन पर टेकऑफ़ जारी रखने के लिए दूरी के बराबर होती है उसे डिसीजन स्पीड कहा जाता है तो डिसीजन स्पीड क्या है जो स्पीड एक इंजन की फेलियर के बाद रुकने की दूरी शेष इंजन पर टेकऑफ़ जारी रखने के लिए दूरी के बराबर होती है ठीक है यदि मैं पहचान सकता हूं कि डिसीजन स्पीड क्या है तो मैं पायलट के रूप में क्या करूंगा यदि इंजन डिसीजन स्पीड से नीचे फेल हो गया है तो मैं ब्रेक लगाऊंगा यदि यह डिसीजन स्पीड से अधिक है तो मुझे टेकऑफ़ करने में सक्षम होना चाहिए ठीक है स्पष्ट है इसलिए इस आधार पर इस बैलेंसड फील्ड लेंथ को इस तरह परिभाषित किया गया है वह लेंथ जो टेक ऑफ और स्पेसिफाइड बाधा को साफ करने के लिए आवश्यक है जब एक इंजन डिसीजन स्पीड पर फेल हो जाता है ठीक है बैलेंस फ़ील्ड लेंथ टेकऑफ़ करने के लिए आवश्यक लेंथ है और स्पेसिफाइड बाधा को साफ करने के लिए है जो 50 फीट या 35 फीट एक इंजन ऑपरेटिव के साथ है बिल्कुल सही डिसीजन स्पीड पर तो यह बैलेंस फ़ील्ड लेंथ की परिभाषा है यदि आप मेरे पहले के लेक्चर को देखते हैं जहां हमने उन पैरामीटर कोरिलेशन को दिया है जो प्रोपेलर एयरप्लेन के लिए दिए गए हैं और साथ ही हमने दिए हैं कि उन चार्ट से बैलेंस फ़ील्ड लेंथ कैसे प्राप्त करें ठीक है हालाँकि मेरी सलाह हमेशा होगी क्योंकि सुरक्षा में नॉन लीनियर आवश्यकता होती है ठीक है इसलिए यह बेहतर है कि आप समान प्रकार के एयरक्राफ्ट ट्विन इंजन वाले एयरक्राफ्ट से डेटा लें किस प्रकार के बैलेंस फील्ड लेंथ उनके मैनुअल में निर्धारित है अधिक से अधिक ऐसे डेटा प्राप्त करें और एक कांसेप्चुअल स्टेज पर निर्णय लें